इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है और इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि वास्तव में फोटोरेसिस्ट क्या है पिछले मॉड्यूल में हमने देखा है कि हम एक वेफरका उपयोग कैसे कर सकते हैं और फोटोलिथोग्राफी करने के लिए चरण क्या हैं सबसे पहले वेफर को लेकर उसे साफ किया जाता है वेफर को साफ करने के बाद आपको फोटोरेसिस्ट के वांछित पैटर्न को प्राप्त करने के लिए कई चरणों मे काम करना होगा वे चरण क्या हैं चलो याद करते हैं पहला कदम वेफर सफाई है वेफर सफाई के बाद आपको वेफर को डिहाइड्रेट करना होगा जिसका अर्थ है कि आपको वेफर को प्री बेक करना होगा और फिर एचएमडीएस के साथ प्राइमर कोटिंग करनी होगी अगले चरण में आपको फोटोरेसिस् को स्पिन कोट करना है स्पिन कोट करने के बाद आपको इसे सॉफ्ट बेक करना होगा सॉफ्ट बेक एक प्रक्रिया है जिसमें नब्बे डिग्री का तापमान और गर्म प्लेट पर एक मिनट का समय शामिल होता है अगला कदम संरेखण और एक्सपोज करने के लिए एक मास्क लेना है अब आपको वेफर विकसित करना होगा फोटोरेसिस्ट प्राप्त करने के लिए एक फोटोरेसिस्ट डेवलपर के साथ वेफर विकसित करें अगला कदम हार्ड बेक करना है हार्ड बेक 120 डिग्री पर और 1 मिनट के लिए किया जाता है अंत में आपको वेफर का निरीक्षण करना होगा और वेफर पर फोटोरेसिस्ट के पैटर्न का निरीक्षण करना होगा हमने वहां तक कवर किया है इस क्लास में हम देखेंगे कि एक फोटोरेसिस्ट क्या है स्क्रीन के करीब देखने पर आप उसी के उपयोग के मूल सिद्धांत को समझ सकते हैं फोटोरेसिस्ट एक बहुलक है और एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है इसका लाभ यह है कि इसका उपयोग डिजाइन पैटर्न को वेफर सतह पर स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है यह आपकी बेहतर समझ के लिए एक उदाहरण के साथ समझाया गया है अंत में यह यूवी प्रकाश के संपर्क में फोटोकैमिकल प्रतिक्रिया के कारण फोटो घुलनशीलता को बदलता है इसका मतलब है अगर हमारे पास एक पैटर्न है जो Z है और मैं उस पर सकारात्मक फोटोरेसिस्ट का उपयोग करता हूं तो वेफर पर जो क्षेत्र एक्सपोज नहीं होता है वह फोटोरसिस्ट के मामले में संरक्षित होगा अगर मैं Z पैटर्न का उपयोग फिर से करता हूं और इस बार अगर मैं उस पर नकारात्मक फोटोरेसिस्ट का उपयोग करता हूं तो मेरे पास Z को छोड़कर हर दूसरा क्षेत्र होगा स्क्रीन पर आरेखण बेहतर समझा जाएगा इस क्षेत्र को छोड़कर जो कुछ भी सामने आया है वह मजबूत होगा और जो क्षेत्र एक्सपोज नहीं होगा वह कमजोर होगा आप यहां देख सकते हैं कि जो हम प्राप्त कर रहे हैं वह सकारात्मक फोटोरेसिस्ट के बिल्कुल विपरीत है इसलिए इस मामले में जो क्षेत्र एक्सपोज किया गया था वह फोटोरेसिस्ट का था जिसका अर्थ है कि अगर मेरे पास यह मास्क के रूप में है और मेरे पास एक चौकोर वेफर है जो फोटोरेसिस्ट के साथ लेपित है अब यदि मैं सकारात्मक फोटोरेसिस्ट और एक ब्राइट फ़ील्ड मास्क का उपयोग करता हूं तो प्राप्त परिणाम मास्क पर पैटर्न होगा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने अपने ऑक्सीडाइज्ड सिलिकॉन वेफर को सकारात्मक फोटोरेसिस्ट के साथ लेपित किया है यदि मैं सब्सट्रेट पर पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट का उपयोग करता हूं और अगर मेरे पास एक मास्क है जो Z जैसा दिखता है तो मैं उसी तरह के पैटर्न को बनाए रखूंगा यदि मैं एक नकारात्मक फोटोरेसिस्ट के साथ एक मास्क का उपयोग करता हूं तो उस मास्क के विपरीत हम इसे प्राप्त करेंगे इसका मतलब यह है कि जो क्षेत्र आप एक्सपोज नहीं करते हैं वह क्षेत्र जो Z पर है वह एक्सपोज नहीं होता है तो एक्सपोज क्षेत्र मजबूत हो जाता है इस स्थिति में नकारात्मक फोटोरेसिस्ट जो क्षेत्र एक्सपोज नहीं होता है Z के तहत यह क्षेत्र एक्सपोज नहीं होता है वह क्षेत्र जो एक्सपोज नहीं होता है कमजोर हो जाता है यही कारण है कि आप यह देख सकते हैं कि जिस क्षेत्र को एक्सपोज नहीं किया गया था उस क्षेत्र के फोटोरेसिस्ट को इच कर दिया गया है हटा दिया गया है यहां आप देख सकते हैं कि जो क्षेत्र एक्सपोज नहीं हुआ था उसके नीचे का फोटोरेसिस्ट मजबूत हो जाता है और नकारात्मक फोटोरेसिस्ट मामले में जो क्षेत्र एक्सपोज नहीं होता है वह कमजोर हो जाता है तो यह आपके सकारात्मक और नकारात्मक फोटोरेसिस्ट का उदाहरण है अबऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह यूवी प्रकाश के संपर्क में फोटोकैमिकल रिएक्शन के कारण फोटो घुलनशीलता को बदल देता है क्योंकि यह फोटोसेंसिटिव है इसलिए इसे फोटोरेसिस्ट कहा जाता है यहां मैंने आपको एक उदाहरण दिखाया है कि आप एक फोटोरेसिस्ट का उपयोग कैसे कर सकते हैं और अगर मेरे पास ब्राइट फ़ील्ड मास्क है तो क्या होगा आइए अब हम अगले चरण पर जाते हैं तो हम फोटोरेसिस्टर को कैसे कोट कर सकते हैं मैं स्क्रीन को साफ कर रहा हूं ताकि आप लोग बेहतर देख सकें फोटोरेसिस्ट के पास उच्च ईच प्रतिरोध और अच्छा जोड़ होना चाहिए जो एक फोटोरेसिस्ट के मुख्य दो गुण हैं तो वेफर को वैक्यूम चक पर रखा जाता है जो वैक्यूम पंप के दाईं ओर जुड़ा हुआ है वेफर को वैक्यूम चक पर रखा जाता है और इस वैक्यूम को इन दोनों वैक्यूम पंप से जोड़कर बनाया जाता है तो फिर हमें एक ड्रॉपर का उपयोग करके फोटोरेसिस्ट को फैलाना होगा ड्रॉपर एक फेनल की तरह है और आप फोटोरेसिस्ट ले सकते हैं और आप इस वेफर पर फोटोरेसिस्ट को निकाल सकते हैं शुरुआत में लगभग 3 से 5 मिलीलीटर की मात्रा लेनी होती है एक समान कोटिंगकरने के लिए हम 500आरपीएम के धीमे स्पिनके साथ शुरू करेंगे जहां आरपीएम प्रति मिनट रोटेशन है फिर हम इसे 1000 से 5000 आरपीएम तक बढ़ाते हैं स्पिन कोटिंग एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा किया जाता है और गुणवत्ता माप समय है यदि हम समय बढ़ाते हैं तो मोटाई कम हो जाएगी और यदि हम गति बढ़ाते हैं तो मोटाई कम हो जाएगी फोटोरेसिस्ट की एकरूपता एक और बात है इसलिए बहुत सारे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए जब हम एक फोटोरेसिस्ट की कोटिंग कर रहे हैं जैसे मोटाई क्या है यदि एक मोटाई अधिक है तो मुझे निचले आरपीएम पर स्पिन कोट करना होगा और यदि मोटाई कम है तो मैं उच्च आरपीएम पर स्पिनकोट कर सकता हूं अगर मेरे पास एक समान आरपीएम है और अगर मैं समय बढ़ाता हूं तो मेरी मोटाई कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी पीआर समान रूप से लेपित है या नहीं और क्या कण और दोष हैं या नहीं जब हम फोटोरेसिस्ट का उपयोग करते हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए अब कई प्रकार के नकारात्मक फोटोरेसिस्ट हैं और हमने SU 8 के बारे में सुना है इसके अलावा एआर एन 4200 4300 और 4400 AR N 4200 4300 and 4400 है पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट शिपली नामक कंपनी से उपलब्ध है इसके अलावा AZ 3312 है दो प्रकार के फोटोरेसिस्ट हैं एक सकारात्मक है और दूसरा नकारात्मक है यदि यह यहां मास्क है जो सकारात्मक फोटोरेसिस् के लिए दिखाया गया है तो हम उसी पैटर्न को बनाए रखेंगे इस घटना का विपरीत नकारात्मक फोटोरेसिस्ट में होगा इसका मतलब है अगर आप मानते हैं कि यह एक मास्क है और पूरे वेफर को फोटोरेसिस्ट के साथ लेपित किया जाता है तो केवल उस क्षेत्र की रक्षा की जाएगी इसका मतलब है केवल इस क्षेत्र में फोटोरेसिस्ट हैं इस मामले में इस क्षेत्र को छोड़कर हर जगह फोटोरेसिस्ट है आप एक दूसरे के दो अलग अलग पैटर्न देखते हैं और इसीलिए इसे सकारात्मक और नकारात्मक नाम दिया गया है तो आइए देखें कि सॉफ्ट बेकिंग करने से क्या फायदा है सॉफ्ट बेकिंग फोटोरेसिस्ट सॉल्वैंट्स के आंशिक वाष्पीकरण में मदद करता है फिर दूसरी बात यह है कि यह आसंजन में सुधार करेगा जिसका अर्थ है कि एक बार जब आप फोटोरेसिस्ट के साथ वेफर पर कोट करते हैं तो आपको सॉफ्ट बेकिंग करनी होगी यह एक गर्म प्लेट पर 1 मिनट के लिए 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है सॉफ्ट बेकिंग का लाभ यह है कि इसमें फोटोरेसिस्ट सॉल्वैंट् का आंशिक वाष्पीकरण होता है दूसरी बात यह है कि यह आसंजन में सुधार करेगा तीसरा यह है कि यह एकरूपता में सुधार करेगा चौथा यह है कि यह ईच प्रतिरोध में सुधार करेगा और पांचवां है कि यह प्रकाश अवशोषण को अनुकूलित करेगा जब हम सॉफ्ट बेकिंग करते हैं तो फोटोरेसिस्ट की विशेषताओं को अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है सॉफ्ट बेकिंग के लिए इन 6 बिंदुओं को बहुत अच्छी तरह से याद किया जाना चाहिए हम एक बार फिर से संशोधित करें पहला फोटोरेसिस्ट सॉल्वैंट्स का आंशिक वाष्पीकरण है दूसरा आसंजन का सुधार है तीसरा एकरूपता में सुधार कर रहा है चौथा सुधार ईच प्रतिरोध है पांचवां प्रकाश अवशोषण को अनुकूलित करना है छठा फोटोरेसिस्ट की विशेषताओं को सही बनाए रखना है यही कारण है कि हम सॉफ्ट बेकिंग का उपयोग करते हैं अब एक और विषय आता है जो मास्क है और हमने इसके बारे में पहले ही अध्ययन किया है दो प्रकार के मास्क है जो हमने देखा है एक को ब्राइट फील्ड मास्क कहा जाता है और दूसरे को डार्क फील्ड मास्क कहा जाता हैसही तो ये मास्टर पैटर्न हैं जो वेफर पर स्थानांतरित किए जाते हैं मास्क पर जो भी पैटर्न है हम उसे वेफर पर स्थानांतरित कर सकते हैं और यही कारण है कि इन्हें मास्टर पैटर्न कहा जाता है मास्क कितने प्रकार के होते हैं मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं सोडा लाइम पर Fe2O3 दूसरा क्रोम मास्क होता है फ़ील्ड के आधार पर एक ब्राइट फ़ील्ड मास्क होता है और एक डार्क फ़ील्ड मास्क होता है तो यहाँ जो पैटर्न आप देख रहे हैं वह एक ब्राइट फील्ड मास्क द्वारा है जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह ब्राइट फील्ड है यहाँ पैटर्न क्षेत्र के अलावा हर जगह ब्राइट फील्ड है और यही कारण है कि यह एक ब्राइट फील्ड मास्क है हमने देखा है कि हम फोटोरेसिस्ट का उपयोग करके फोटोलिथोग्राफी कर सकते हैं और फिर हमने फोटोरेसिस्टके प्रकार को देखा है हमने यह भी देखा है कि हम वेफर को कैसे देख सकते हैं या उसका निरीक्षण कर सकते हैं फिर हमने देखा कि सॉफ्ट बेकिंग क्यों सहायक हो सकती है और यह कैसे सहायक है अंत में हमने देखा है कि फोटो मास्क क्या हैं अब मैंने आपको ब्राइट फ़ील्ड और डार्क फ़ील्ड फोटो मास्क दिखाया है और यह कैसा दिखता है मैं एक ही चीज को बार बार नहीं दोहराऊंगा क्योंकि यह उबाऊ हो सकती है इसलिए अब तक यह आपके लिए स्पष्ट होना चाहिए कि जब भी आपके पास वेफर होता है तो आपके पास फोटोरेसिस्ट होना चाहिए यदि आप एक फोटोलिथोग्राफी करना चाहते हैं यदि आप किसी भी योजनाबद्ध किसी भी डिजाइन को पैटर्न करना चाहते हैं तो आपको एक फोटोरेसिस्ट की आवश्यकता होगी तो अगर आपने कुछ सामग्री के साथ सिलिकॉन सब्सट्रेट को ऑक्सीकरण किया है और यदि आप इसे पैटर्न करना चाहते हैं तो आपको एक फोटोरेसिस्ट एक मास्क और एक यूवी एक्सपोज़र की आवश्यकता होगी एक फोटोरेसिस्ट का उपयोग कैसे करें और किस प्रकार के मास्क हैं मैंने इसे आपको दिखाया है और अब हम एक अलग उदाहरण लेंगे और हम देखेंगे कि आप एक धातु का उपयोग करके फोटोलिथोग्राफी की पूरी प्रक्रिया कैसे कर सकते हैं फिर हम अपनी पसंदीदा चीज़ पर जाएँगे जो MOSFET है आइए हम देखें कि क्या आप लोग MOSFET के निर्माण को समझ सकते हैं इसलिए तब तक आप लोग फिर से पढ़ सकते हैं जो मैंने इस विशेष कक्षा में पढ़ाया है आप समझेंगे कि हम फोटोरेसिस्ट का उपयोग कैसे कर सकते हैं फोटोरेसिस्ट के प्रकार क्या हैं मास्क के प्रकार क्या हैं और हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं यदि मैं ब्राइट फील्ड के साथ सकारात्मक फोटोरेसिस्ट का उपयोग करता हूं तो क्या होगा यदि मैं डार्क फील्ड के साथ सकारात्मक फोटोरेसिस्ट का उपयोग करता हूं तो क्या होगा यदि मैं ब्राइट फील्ड के साथ नकारात्मक फोटोरेसिस्ट का उपयोग करता हूं तो क्या होगा यदि मैं डार्क फील्ड के साथ नकारात्मक फोटोरेसिस्ट का उपयोग करता हूं तो क्या होगा प्री बेकिंग क्या है हार्ड बेकिंगक्या है हमने यह सब कवर किया है इसलिए अगली कक्षा में हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे तब तक ध्यान रखना मौज करना अलविदा